नमस्कार टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर पाठ्यक्रम के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम गैस सॉलिड फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे इस व्याख्यान के अंत में हम यह समझेंगे कि गैस में सस्पेंडेड कण का अभिलक्षण कैसे किया जाता है हम यह पता लगाएंगे कि डेन्स और डाईल्युट फ्लो में क्या अंतर है हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न फ्लो रेजीम्स का अभिलक्षण कैसे किया जाता है और उन फ्लो रेजीम्स के होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं हम न्यूमेटिक कन्वेयिंग लाइन के संदर्भ में साल्टेसन वेलोसिटी को परिभाषित करेंगे अंत में हम गैस सॉलिड 2 फेज फ्लो वाली पाइपलाइन के अंदर प्रेशर ड्रॉप की गणना करेंगे तो हम एक स्लाइड के साथ शुरू करेंगे जहां हमने 2 फेज फ्लो की सभी घटनाओं को दिखाया है विशिष्ट रूप से गैस सॉलिड 2 फेज फ्लो को ठीक है तो प्रकृति में हम रेत के तूफान और ज्वालामुखी में हम गैस सॉलिड 2 फेज फ्लो देख सकते हैं तो यहाँ मैंने रेगिस्तान में रेत के तूफान की एक अच्छी तस्वीर दिखाई है साथ ही मैंने एक ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीर दिखाई है जो इस ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक विशिष्ट गैस सॉलिड 2 फेज फ्लो दिखाती है निश्चित रूप से उद्योगों में हमारे पास गैस सॉलिड 2 फेज फ्लो के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं उनमें से कुछ न्यूमैटिक कन्वेयिंग फ्लूइडाईज्ड बेड और स्प्रे ड्राईंग हैं ठीक है इसलिए यहां मैंने कुछ प्रयोगात्मक और न्यूमेरिकल उदाहरण दिखाए हैं जहां उद्योग में गैस सॉलिड फ्लो हो रहा है अब विभिन्न प्रकार के सॉलिड कण हैं जो गैस के साथ सह अस्तित्व में आ सकते हैं ठीक है कणों के आकार के आधार पर हम उन्हें फाइन कणों और कोरस कणों के रूप में परिभाषित करते हैं बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन फाइन और कोरस कणो को परिभाषित किया जा सकता है कुछ फाइन कणों का नाम लेते है जैसे फ्लाई ऐश सीमेंट और मैदा ठीक है कोरस कणों में हम रेत गेहूं सरसों को वर्गीकृत कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ फाइन कणों और कोरस कणों के लिए अलग अलग चित्र दिखाए हैं ठीक है अब कैसे इन फाइन कणों और गैस मिश्रण को फ्लो रेजीम्स के मामले में वर्गीकृत किया जा सकता है इसे गेल्डार्ट ने अपने 1973 के शोध पत्र में दिया है तो इस प्रसिद्ध ग्राफ को वास्तव में गेल्डर्ट्स डायग्राम कहा जाता है जिसमें हम विभिन्न कणों के विभिन्न फ्लो रेजीम्स को उनके आकार के आधार पर ढूंढ सकते हैं ठीक है एब्सिस्सा में हमारे पास कण का व्यास dp होता है स्केल को माइक्रोमीटर के रूप में लिया गया है और ऑर्डिनेट में हमारे पास होता है जो कि कण डेंसिटी और गैस डेंसिटी का अंतर है इसकी इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है तो यहाँ आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम व्यास बढ़ाते हैं तो हमें पता चलेगा कि बहुत कम व्यास में हमारे कण कोहेसिव रूप में हैं तो इसका मतलब है कि कण वास्तव में खुद को आकर्षित कर रहे होंगे और जमा हो रहे होंगे तो ये कोहेसिव कण हैं ठीक है फिर थोड़ा सा व्यास बढ़ने या डेंसिटी के अंतर बढ़ने के साथ आपको पता चल जाएगा कि वे एयरेबल हैं जिसका अर्थ है कि गैस के फ्लो के साथ वे वास्तव में गैस के साथ उड़ रहे होंगे ठीक है आगे आपको पता चल जाएगा कि अगर हम व्यास को और बढ़ाते हैं तो हमें सैंड लाइक मिलेगा सैंड लाइक का मतलब है कि हवा में भी इनकी कुछ जमने की प्रवृत्ति है और अंत में हमारे पास स्पाउटेबल स्पाउटेबल का मतलब है यदि आपके पास वहां से हॉपर है यदि आप उन कणों को गिराते हैं जो आपके गुरुत्वाकर्षण फाॅर्स के कारण गैसीय धारा के अंदर गिर रहे होंगे तो इसे सॉलिड की स्पाउटेबल प्रकृति कहा जाता है ठीक है तो यह एक स्पाउटेबल प्रकृति है जो कणों के बहुत अधिक व्यास होने पर लागू होती है ठीक है तो कण और गैस के बीच आपके व्यास और डेंसिटी के अंतर के आधार पर इन कणों को 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है ठीक है कोहेसिव एयरेबल सैंड लाइक और स्पाउटेबल ठीक है आगे देखते हैं कि हमने dp कण व्यास के बारे में बात की है तो निश्चित रूप से हमें यह जानना होगा कि कण को कैसे चिह्नित किया जाए ठीक है तो यहां मैंने आपको दिखाया है कि कणों को कैसे चिह्नित किया जाता है अलग अलग तरीके हैं कण आकार को चिह्नित करने का एक तरीका यह है कि आप इस तरह एक आयत के अंदर कण को शामिल करते हैं इसका मतलब है कि एक आयत बनाएं जिसके अंदर कण हो ठीक है इसलिए यदि आप आयत बना सकते हैं तो आयत की लंबाई को लॉन्ग व्यास l कहा जाता है और चौड़ाई को वास्तव में शार्ट व्यास b कहा जाता है ठीक है तो l और b को जानकर आप कण अनियमित कण को चिन्हित कर सकते हैं ठीक है अनियमित कण को चिह्नित करने की एक अन्य विधि यह है कि आप एक रेखा से शुरू कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर अज़ीमुथली 2π कोण या यहाँ पर 360 डिग्री कोण पर जा सकते हैं और प्रत्येक रेडियल क्षेत्र में आप यह पता लगा सकते हैं कि कण के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से दूरी क्या है या त्रिज्या क्या है ठीक है तो यहां मैंने आपको 1 विशिष्ट कर्व दिखाया है जिसे आप शून्य से 2π तक देख सकते हैं हम यहां θ में बदलाव दिखा रहे हैं जहां θ को कुछ अंतर से मापा जाता है इसे हमेशा क्षैतिज से मापने की आवश्यकता नहीं है ठीक है और आप देखते हैं कि हमने r थीटा दिखाया है r थीटा एक विशेष अज़ीमुथली कोण थीटा पर कण के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से शुरू होने वाले कण के किनारे की दूरी है तो आप कण का एक विशिष्ट आकार इस r थीटा बनाम थीटा वक्र से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह हम कण माप को चिह्नित कर सकते हैं और इस तरह हम कण आकार को चिह्नित कर सकते हैं ठीक है फिर जब हम गैस कण या गैस सॉलिड फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यह पता लगाएंगे कि कण हमेशा प्रकृति में होमोजिनियस नहीं होंगे आप पाएंगे कि कणों के आकार और माप की एक विस्तृत श्रृंखला है ठीक है अब उनको चिह्नित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें माप डिस्टीब्यूशन के लिए जाने की जरूरत है ठीक है इस प्रकार की कुछ चर्चा हम पहले से ही डिस्पेर्सेड फ्लो में कर चुके हैं अर्थात जब हमने बब्बली फ्लो की स्थिति देखी है तो मैंने चर्चा की है आइए इसे एक बार फिर देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह के कणों के विभिन्न मापों का समूह है ठीक है तो बहुत छोटे व्यास से लेकर बहुत बड़े व्यास के कणों को हम यहां देख सकते हैं आप उन सभी कणों को देख सकते हैं जो मैंने यहां एक गोलाकार मास के रूप में दिखाए हैं या मान लीजिए कि एक गोलाकार तलीय क्षेत्र है लेकिन अंततः आप पाएंगे कि ये सभी कण अनियमित माप के हैं ठीक है तो हमेशा l और b के मान के आधार पर हम उन्हें गोलाकार या समकक्ष तलीय गोलाकार कणों में परिवर्तित कर सकते हैं ठीक है तो एक बार जब हम इस कण के समूह और उनके संबंधित व्यास को जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं तुरंत हम औसत व्यास निकाल सकते है ठीक है तो सभी कणों के व्यासों को जोड़ दिया जाएगा और फिर कणों की संख्या से विभाजित किया जाएगा तो हमें औसत व्यास का मान मिलेगा सही है अब माप डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आइए हम इस कण समूह को व्यास की एक छोटी स्पैन के समूह के रूप में वर्गीकृत करें ठीक है उदाहरण के लिए आइए हम यहां देखते है कि मैंने क्या किया है मैंने से शुरू होने वाला एक छोटा समूह लिया है तो यहाँ मैंने d1 के आसपास एक बहुत छोटा स्पैन मैंने लिया है ठीक है तो इस के बीच में जिन भी कण का माप पड़ता हैं हम उन्हें माप डिस्ट्रीब्यूशन में कणों की संख्या के रूप में गिनेंगे इसी तरह हमारे पास d2 के आसपास और यहां d3 के आसपास एक समूह और हो सकता है तो आपके कण के डोमेन माप में तो आपके पास कण के मापों की एक विस्तृत विविधता है तो उसमें यदि आप इसे छोटे छोटे खंडों में डिसक्रीटाईज़ कर सकते हैं और यदि आप संख्याओं को गिनते हैं तो हम कुछ इस तरह का पाएंगे कणों का एक समूह यहाँ पर छोटे कणों का और फिर आगे बढ़ने पर आपको बड़े कणों के एक समूह का मिलेगा ठीक तो हम क्या कर सकते हैं हम कहते हैं कि हमारे यहां n1 संख्या में d1 कण हैं आप में से n2 संख्या के d2 कण है और आगे n3 संख्या के d3 कण है अब अगर हम इन्हे जोड़ते हैं तो या औसत व्यास को के रूप में लिखा जा सकता है तो वास्तव में यह n और कुछ नहीं बल्कि और इसी तरह आगे का योग है ठीक है तो यह d का पता लगाने का एक और तरीका है ठीक है क्योंकि यदि आपके पास समूह में बड़ी संख्या में कण हैं तो उन सभी व्यक्तिगत कणों को जोड़कर औसत व्यास का पता लगाना मुश्किल है तो हम क्या करते हैं हम एक चलनी लेकर एक प्रयोगात्मक माप लेते हैं जो मैं आपको अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा हम अलग अलग आकार की छलनी लेते हैं और हम माप की एक विशेष सीमा को खत्म कर देते हैं और फिर हम गिन सकते हैं कि उस माप सीमा में कितने कण हैं ठीक है और वहां से हम मीन डायमीटर का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं उस प्रक्रिया में हम क्या नहीं करना चाहते थे हम व्यक्तिगत रूप से सभी कणों का व्यास नहीं मापना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ मैंने एक विशिष्ट साइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है जिसे आप पता लगा सकते हैं कि d1 के आसपास हमारे पास कण है d2 के आसपास हमारे पास कण है और इसी तरह अंत में dn के आसपास हमारे पास कण के आसपास कुछ है ठीक है तो इस प्रकार का साइज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी प्राप्त कर सकता है ठीक है पिछली स्लाइड में मैं आपसे क्या बात कर रहा था आप देखिए मैंने क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है तो मान लीजिए कि हम इस तरह की एक छलनी ले रहे हैं ठीक है एक विशेष माप की छलनी है और हम कणों को अलग करने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चलनी के माप से बड़े कण ऊपर रहेंगे और छोटे कण नीचे जा रहे होंगे ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप इस प्रकार की छलनियाँ श्रृंखला में उपयोग करके कणों को माप के आधार पर अलग कर सकते हैं कि d1 के आसपास या d2 के आसपास एक छोटे से उपखंड में कणों की संख्या क्या होगी ठीक है तो इस तरह से हम छलनी का उपयोग कर सकते हैं और आप जानते हैं कि अगर इस तरह से अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि d बार क्या है तो ठीक है और फिर यह d बार अगर हम इस तरह से लेते हैं कि d बार से ऊपर हमारे पास बड़े माप के कण है और इस d बार के नीचे हमारे पास छोटे माप के कण हैं ठीक है ताकि हम ओवरसाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और अंडरसाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकें तो ओवरसाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यह है कि जिन कणों का माप आपके औसत माप से बड़ा हैं ठीक है और इस प्रकार औसत माप से कम माप वाले कण अंडरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं हम R को ओवरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और F को अंडरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं तो R dm होगा जो कि औसत व्यास dm से इनफिनीटी तक है तो ये इनफिनीटी तक जा सकता है इसलिए dm से इनफिनीटी और का मतलब है कि dx माप के कितने कण हैं ठीक है यह dm से अधिक माप के कणों के लिए है इसी तरह F कम माप के कणों के लिए 0 से dm होगा निचले माप 0 से शुरू होकर औसत व्यास dm तक हो सकते हैं ठीक है इसलिए यदि आप यहाँ पर परिभाषित F पर F वर्सेज d और R वर्सेज d को प्लॉट करने का प्रयास करते हैं तो ओवरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन और अंडरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इस तरह का प्लॉट मिलेगा तो ये लगातार बढ़ रहा है तो आपको पता चलेगा कि छोटे माप है तो संख्या बहुत छोटी आती है और यहाँ बड़े माप में भी आपको बहुत छोटी संख्या मिल रही होगी ठीक है अब एक अवधारणा है कि यदि आप इसका पता लगा सकते हैं इस प्रकार के क्युमुलेटिव साइज डिस्ट्रीब्यूशन σ बाई µ से σ जहां स्टैण्डर्ड डेविएशन है और µ आपका मीन है इसलिए σ बाई µ जैसे ही 01 से कम होगा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मोनो डिस्पेर्सेड पार्टिकल्स के रूप में माना जाता है ठीक है तो अगर σµ 01 तो हम इन्हे मोनो डिस्पेर्सेड पार्टिकल्स कहेंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं तो कणों को परिभाषित करने के बाद हम वेलोसिटी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं और जब भी कण वास्तव में गैस के सह अस्तित्व में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो आपको लोडिंग अनुपात का पता लगाना है तो आइए देखते हैं कि हम यहां गैस और सॉलिड के बारे में बता रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या विचार करेंगे तो आप देखते है ठीक है इसी तरह ठीक है तो अब यहाँ आप देखते हैं कि d डिस्पेर्सेड फेज का प्रतीक है और c कंटीन्यूअस फेज का प्रतीक है तो इसका मतलब है कि गैस सॉलिड फ्लो की स्तिथि में यह कुछ और नहीं बल्कि डिस्पेर्सेड फेज के लिए आपके डिस्पेर्सेड फेज कि मीन डेंसिटी है जिसका अर्थ है एक सॉलिड फेज और कंटीन्यूअस फेज के लिए मीन डेंसिटी है जिसका अर्थ है एक गैसीय फेज ठीक है अब अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोडिंग अनुपात क्या है ठीक है तो आप पाएंगे कि यह डिस्पेर्सेड फेज के मास फ्लो रेट और कंटीन्यूअस फेज की मास फ्लो रेट के अनुपात के अलावा कुछ भी नहीं है तो एक बार जब हम आपकी मास फ्लो रेट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास मास फ्लो रेट है ठीक है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि यह हैं जहां v और u क्रमशः डिस्पेर्सेड फेज और कंटीन्यूअसफेज की संगत वेलोसिटी हैं ठीक है तो यह लोडिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है Z बहुत बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है ठीक है फिर आइए हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह के मोनो डिस्पेर्सेड पार्टिकल्स है तो आपके पास सब समान माप हैं तो चलिए बताते हैं कि पार्टिकल स्पेसिंग L है ठीक है तो 2 कणों के बीच हमारे पास L के रूप में मीन स्पेसिंग है ठीक है यह L कैसे ज्ञात करें ठीक है अब यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि मान लें कि हमारे पास कण का व्यास D है तो आप हमेशा इस का पता लगा रहे होंगे जो कि डिस्पेर्सेड फेज के लिए वोइड फ्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं है जिसका हमेशा L और D के साथ सहसंबद्ध हो सकता है 2 कणों के बीच की लंबाई या 2 कणों के बीच की दूरी और जो कुछ भी कणों का व्यास है ठीक है तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि यह हैं जो और कुछ नहीं बल्कि D व्यास वाले इस कण का वॉल्यूम है और वास्तव में 2 कणों के बीच एक आयताकार पाइप है जिसमें l विशिष्ट लंबाई के रूप में है ठीक है तो यह आप कण के साथ साथ गैस वाले डोमेन के समग्र माप को कह सकते हैं और वास्तव में कण सॉलिड कण के लिए वॉल्यूम है तो अनुपात स्पष्ट रूप से कण के लिए डिस्पेर्सेड फेज के लिए वोइड फ्रैक्शन होगा ठीक है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इस तरह का चार्ट प्राप्त कर सकते हैं लिटरेचर में भी इस प्रकार के चार्ट बहुत लोकप्रिय हैं एक बार जब हम L D का मान जान लेते हैं तो ठीक है यहाँ अलग अलग मान हैं आप पता लगा सकते हैं कि अल्फा का मान क्या है तो आपको अनिवार्य रूप से क्या करने की ज़रूरत है अगर आप किसी तरह यह पता लगा रहे हैं कि का मान क्या है इस प्रकार के चार्ट का हवाला देकर आप प्राप्त कर सकते हैं कि L D का मान क्या है इसका मतलब है कि कण कितने करीबी हैं ठीक है तो चलिए एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर देखते हैं इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि यह कण की वेलोसिटी v और आपका कर्रिएर फेज वेलोसिटी आपकी गैस वेलोसिटी u है वे बहुत बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं ठीक है वे लोडिंग z को परिभाषित करेंगे ठीक है यहां आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस u और v के बीच क्या संबंध है तो यहां मैंने आपको एक चित्र दिखाया है यह कण कर्रिएर फेज गैस u के आधार पर v वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है ठीक है तो इस संदर्भ में मैं परिभाषित करता हूं कि नॉन डायमेंशनल नंबर जिसे स्टोक्स नंबर कहा जाता है क्या है तो स्टोक्स नंबर है तो एक बार जब हम τv और τf का मान जान लेते हैं तो यह पता लगा सकते हैं कि फ्लो के लिए स्टोक्स नंबर क्या है ठीक है याद रखें कि यह पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिभाषित करेगा कि कण कितनी बार आपस में टकरा रहे हैं ठीक है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कणों की वेलोसिटीज़ v को इस तरह लिख सकते है जहां कुछ और नहीं बल्कि पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम है हालाँकि यह आपकी कोलिजन रेट से आ रहा है तो एक बार जब आप पता लगा लेते हैं कि कोलिजन रेट क्या है तो वे गैसीय फेज की वेलोसिटी के साथ साथ कण की वेलोसिटी पर भी निर्भर हैं तो वहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इस प्रकार के समीकरण प्राप्त होंगे ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं हम पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम लिख सकते हैं तो यह आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहा है तो आपका जो कुछ और नहीं बल्कि पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम है जिसे के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है अब जब भी हमने मोनो डिस्पेर्सेड फ्लो के बारे में बात की है तो हम चर्चा करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है जहां हमारे पास दोनों स्तिथियाँ होती हैं जिसका अर्थ है कि कण गैस के अंदर बारीकी से पैक किया गया है या शिथिल रूप से पैक किया गया है इस पर निर्भर है कि हमने क्या किया है हमने गैस सॉलिड फ्लो को डाईल्युट फ्लो और डेन्स फ्लो के रूप में वर्गीकृत किया है ठीक है तो जब भी हम इसे डाईल्युट फ्लो कहेंगे और जब भी का पता लगाएंगे तो हम गैस सॉलिड फ्लो को डेन्स फ्लो कहेंगे ठीक है तो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि और क्या है वे प्रवाह के संबंधित पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम और फ्लो की समय विशेषताएं हैं ठीक है तो वास्तव में यह कुछ और नहीं बल्कि कोलिजन के बीच का समय है ठीक है तो 2 कणों के बीच कोलिजन हो रही है तो उसके लिए हम पता लगा रहे होंगे कि कितना समय चाहिए ठीक है तो स्टोक्स नंबर आपके संबंधित पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है पार्टिकल रेस्पॉन्स टाइम हम गैस सॉलिड फ्लो के संबंधित भौतिक गुणों से प्राप्त कर सकते हैं और यहां आपका फ्लो किस प्रकार का हैं इससे प्राप्त कर सकते है और इन दोनों का उपयोग करके आप v और u के बीच संबंध का पता लगा सकते हैं ठीक आगे हम देखते हैं आइए आपको दिखाते हैं कि गैस सॉलिड फ्लो कितने प्रकार के होते हैं हम उद्योग में देखते हैं उद्योग में गैस सॉलिड फ्लो मुख्य रूप से न्यूमैटिक कन्वेयिंग लाइन में देखे जाते हैं तो आप यह पता लगा रहे होंगे कि न्यूमेटिक कन्वेयिंग लाइन में गैस और सॉलिड एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में बह रहे हैं और आप देखते हैं कि न्यूमैटिक कन्वेयिंग लाइनें दो अलग अलग प्रकार की होती हैं पॉज़िटिव प्रेशर सिस्टम और वैक्यूम प्रेशर सिस्टम तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको पॉज़िटिव प्रेशर सिस्टम दिखाया है आइए कंपोनेंट्स को देखें तो सबसे पहले हम यहां हॉपर देख रहे हैं इस हॉपर में हम वास्तव में सभी सॉलिड कणों को लोड कर रहे हैं वे सॉलिड कण इस वाल्व के माध्यम से बाहर आ सकते हैं और वे वास्तव में हवा के साथ सह अस्तित्व में आ सकते हैं तो इस ब्लोअर के साथ ब्लो करना है तो ब्लोअर बाहर से हवा ले रहा है और जब भी यह इस तरह बह रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सॉलिड लाइन में गिर रहा है और जो कुछ भी है वो इस पाइपलाइन में बह रहा है तो इस पाइप लाइन का उपयोग करके यहाँ ले जाने के बाद पाइपलाइन यहाँ पर मुड़ी हुई है और फिर इसे उद्देश्य की पूर्ती के बाद इसे यहाँ पर फ़िल्टर किया जा सकता है ठीक है गैस सॉलिड प्रवाह को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार के फिल्टर होते हैं जिनके बारे में मैं यहां जानकारी नहीं दे रहा हूं लेकिन आप इस फ़िल्टर का उपयोग करके क्या कर सकते हैं आप यहां पर कणों को अलग कर सकते हैं आप यहां प्राप्त कर सकते हैं और बाकी गैस आप वातावरण में छोड़ सकते हैं तो वास्तव में इस हॉपर से हम कण को रिसीवर सॉलिड फ्लो में ले गए है तो ये वास्तव में फ्रिक्शनल प्रेशर को कम करते हैं इसलिए आप न्यूमैटिक कन्वेयिंग लाइनों के लिए जाएंगे ठीक है लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखते हैं कि ब्लोअर हॉपर सेक्शन से पहले है जिससे इसे वास्तव में पॉज़िटिव प्रेशर कहा जाता है ठीक है फिर अगला वैक्यूम प्रकार देखें वैक्यूम प्रकार में आप पाएंगे कि यद्यपि गैस यहां पर आ रही है और हॉपर से कण ले रही है लेकिन यह वास्तव में ब्लोअर के पॉज़िटिव प्रेशर से प्रेरित नहीं है इसके स्थान पर आपने रिसीवर के अंत में कुछ दिया है आपने एक वैक्यूम पंप दिया है जो वास्तव में इस पाइपलाइन के माध्यम से वायुमंडल से हवा खींच रहा है ठीक है और आप जानते हैं कि इसके अंत में एक रिसीवर इन कणों को इकट्ठा करेगा इस फिल्ट्रेशन डिवाइस के माध्यम से कण नीचे गिरने और गैस होने के कारण यह वास्तव में वैक्यूम पंप द्वारा फ़िल्टर किया जाएगा तो वास्तव में इस प्रणाली में आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव प्रेशर हो रहा है जहां पिछली प्रणाली में आप पाएंगे कि एक पॉज़िटिव प्रेशर हो रहा है ठीक है आगे आइए देखें कि गैस सॉलिड फ्लो में विभिन्न प्रकार के फ्लो रेजीम्स स्तर क्या हैं तो पहला है होमोजिनियस फ्लो तो आप यहाँ पर गैस और सॉलिड का होमोजिनियस मिश्रण का पता लगा सकते हैं तब आप डीजनरेटेड होमोजिनियस फ्लो का पता लगा रहे होंगे आप यह पता लगा सकते हैं कि होमोजिनियस फ्लो वास्तव में एक हिटेरोजीनियस होता जा रहा है निचले हिस्से की ओर बहुत सारे कण डंप किए जा रहे हैं और फिर इमेच्योर ड्यून फ्लो कहीं आप ड्यून फ्लो प्रकार का फ्लो प्राप्त कर सकते है लेकिन वह इमेच्योर है जिसने अपना सामान्य आकार नहीं लिया है फिर बाद में आपके लोडिंग अनुपात में वृद्धि के साथ आप एक उचित ड्यून फ्लो का पता लगाएंगे आप देख सकते हैं कि आपने रेगिस्तान में इस तरह के बहुत सारे ड्यून्स देखे हैं ठीक है यदि आप पाते हैं कि ड्यून्स वास्तव में ऊंचे और ऊंचे हो रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि वे वास्तव में लगभग पाइपलाइन को प्लग कर रहे हैं और फिर दो ड्यून्स आपस में भी मिल सकते हैं तो इसे डीजेनरेटेड ड्यून फ्लो कहते हैं फिर यह ड्यून वास्तव में यहाँ पर कुछ मात्रा में बुलबुले को घेर लेगा ठीक है तो आप पता लगा सकते हैं कि यह एक बुलबुले को दूसरे बुलबुले से अलग कर रहा है देखिए यह वास्तव में बुलबुला है यह वास्तव में गैस और सॉलिड फ्लो का मिश्रण है तो यहां आप ड्यून का पता लगा सकते हैं जो लगभग ऊपरी वाल पर है जिसे आप वास्तव में गैस सॉलिड डोमेन क्षेत्र से अलग कर रहे हैं तो इसे आपने स्लग फ्लो तरह की चीज कहा है फिर अंततः एक उचित स्लग फ्लो तो आप देखते हैं कि ड्यून पूरी तरह से ऊपरी वाल को छू चुका है तो यह हिस्सा वास्तव में इस ऊपर वाले हिस्से से अलग हो जाता है फिर डिजेनरेटेड स्लग फ्लो अगर पार्टिकल लोड हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी हवा का प्रवेश कराया जाएगा क्योंकि यह प्लग फ्लो भी इम्मेचुर फ्लो में आ जाएगा तो कण की स्थिति की ऊंचाई स्लग प्रवाह को भी बढ़ाएगी और आप पाएंगे कि एक छोटा बुलबुला वास्तव में डीजनरेटेड स्लग फ्लो में फंस जाएगा अगर आप उसके लिए इसे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह ऊपरी परत इस तरह की एक लहर जैसा बना रही होगी ठीक है तो उसके नीचे आपके पास बहुत अधिक पार्टिकल लोडिंग की समस्या होगी और इसके ऊपर आपके पास छोटी लहर बन रही हैं ठीक है और फिर अंत में आप पाएंगे कि पाइप सॉलिड के साथ प्लग हो गया है ठीक है तो पार्टिकल लोडिंग में वृद्धि के साथ यह होमोजीनियस से शुरू हो कर पाइप प्लग करने तक पहुंच चुका है हम पता लगा सकते हैं ठीक है तो यह क्रोवे द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया है ठीक है फिर यह पार्टिकल गैस वेलोसिटी और पाइपलाइन के अंदर आपके प्रेशर ग्रेडिएंट के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है हम यह प्लाट कर सकते हैं कि पाइपलाइन के अंदर किस प्रकार की फ्लो वेलोसिटी है या किस प्रकार की फ्लूइड प्रवृति होगी इसे ज़ेन्ज़ प्लॉट कहा जाता है तो आप देखिए यहाँ मैंने एक पाइपलाइन दिखाई है ठीक है तो आप यहाँ देखें हॉपर गैस पाइपलाइन में कण को गिरा रहा है तो यह आपकी लंबाई l है और मान लीजिए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का प्रेशर हमारे पास p है तो pl वास्तव में आपका प्रेशर ग्रेडिएंट है ठीक है पास्कल प्रति मीटर और ऊपर में हमने देखा कि आपके पास अपनी सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी हैं ठीक है तो आपके यहाँ पर जो भी गैस की वेलोसिटी है वह आप देख सकते हैं अब यदि आप बहुत अधिक सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी से शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वह होमोजिनियस प्रकार की प्रकृति का है और फिर यदि आप ऊपरी हिस्से में जाते हैं वह प्रेशर ग्रेडिएंट होगा जैसा कि आप प्रेशर ग्रेडिएंट में वृद्धि देख सकते हैं डेल्टा p l बढ़ता है तो आपको यहां पर यह d स्थिति मिल जाएगी ठीक है और अगर आप गैस की वेलोसिटी को कम करते हैं तो धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस स्लग प्रकार की प्रवर्ति का पता चल जाएगा और यहां आप किसी विशेष प्रकार का पता लगा सकते हैं आप जानते हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया है वह इम्मेचोर ड्यून फ्लो या ड्यून फ्लो है तो वो चीज़े आप यहाँ बहुत कम गैस वेलोसिटी पर देख सकते हैं ठीक है फाइन पार्टिकल के मामले में तो यह उदाहरण कोरेस पार्टिकल का है ठीक है बड़े आकार के कणों के मामले में फाइन पार्टिकल के मामले में आप यह पता लगा सकते हैं कि हमारे पास होमोजिनियस फ्लो है और फिर एक बार प्रेशर ग्रेडिएंट बढ़ने पर आप किसी प्रकार की स्ट्रैटिफ़िएड प्रकार का फ्लो का पता लगा सकते हैं तो निचली परत पर हमारे पास सॉलिड और ऊपरी परत एक बार फिर से आपके पास डाईल्युट गैस फ्लो गैस सॉलिड मिश्रण है और यदि आप वेलोसिटी को कम करते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं आपके पास वह स्लग फ्लो है जो आपने पहले भी कोरस पार्टिकल्स के मामले में देखा है इन 2 प्लॉट्स में ज़ेन्ज़ प्लॉट्स में हमारे पास केवल हवा का प्रेशर ग्रेडिएंट है विभिन्न वेलोसिटी के लिए प्रेशर ड्रॉप है यदि आप मानते हैं कि केवल हवा बह रही है तो यह प्रेशर ड्रॉप है लेकिन आप इसका विभिन्न लोडिंग मुद्दों w के लिए पता लगा सकते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ प्रेशर ड्राप क्या होगा साथ ही साथ विभिन्न फ्लो प्रवर्तियों में प्रेशर ड्राप क्या होगा ठीक है इस कर्व में आप एक रेखा भी दिखा सकते हैं जिसे साल्टेसन वेलोसिटी कहते हैं साल्टेसन वेलोसिटी बहुत महत्वपूर्ण है इस वेलोसिटी के नीचे गैस और सॉलिड होमोजिनियस मिश्रण में होंगे हम हमेशा यह पता लगा रहे थे कि पाइपलाइन में किसी तरह का जमाव होगा ठीक है तो आइए देखें कि साल्टेसन वेलोसिटी क्या है तो साल्टेसन वेलोसिटी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है सबसे पहले क्रटिकल पार्टिकल व्यास तो यह मात्सुमोतो द्वारा दिया गया है उन्होंने प्रस्तावित किया है कि क्रिटिकल पार्टिकल व्यास dp इस तरह ज्ञात किया जा सकता है पहले से ही हम जानते हैं कि रॉ p और रॉ c और D पाइप व्यास क्या है तो आप dp का पता लगा सकते हैं यदि आपका है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोरेस पार्टिकल हैं तो आप इस तरह से साल्टेसन वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं

जहां यह कण के लिए फ्राउड नंबर और गैस के लिए फ्राउड नंबर का फंक्शन है इस तरह फ्राउड नंबर का पता लगाया जा सकता है ठीक है तो टर्मिनल वेलोसिटी आप पहले ही दिखा चुके हैं कि एक कण के लिए क्या होता है यह बबल टर्मिनल वेलोसिटी के समान होगा जो कुछ भी आपने डिस्पेर्सेड फेज व्याख्यान में दिखाया है अब यदि dp आपका पार्टिकल व्यास इस क्रिटिकल पार्टिकल व्यास dp से कम है तो साल्टेसन वेलोसिटी को इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है और आप देखते हैं कि यहाँ Frp अनुपस्थित है Frp यहाँ नहीं दिखाया गया है तो यह केवल Frss पर निर्भर है जो कि है ठीक है तो इस तरह आप साल्टेसन वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस वेलोसिटी के बाद आपके पास होमोजिनियस फ्लो होगा ठीक है फिर आइए यह पता लगाने की कोशिश करें कि डाईल्युट पाइप वैल्यू फेज सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप क्या है ठीक है तो प्रेशर ड्रॉप डेल्टा p वास्तव में उस घटक पर निर्भर होगा जो मैंने आपको दिखाया है डेल्टा p होगा जहां कहीं भी फीडिंग हॉपर होगी तो आपको पाइपलाइन के अंदर गैस और सॉलिड के कारण डेल्टा p एक्सेलरेशन होगा आपके पास एक्सेलरेशन प्रेशर ड्रॉप होगा फिर हमारे पास है ठीक है और अंत में यदि आपके पास बेंड भी हैं जो मैंने पाइपलाइन में दिखाया है हमारे पास बहुत सारे बेंड्स हैं उसके कारण भी कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा ठीक है अब और जो वास्तव में सिंगल फेज गैस ले जा रहे है तो उन सेक्शन में प्रेशर ड्रॉप सिंगल फेज अवधारणा का उपयोग करके पाया जा सकता है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर का उपयोग करके प्रेशर ड्रॉप का पता कैसे लगाया जाए तो आप उन गणनाओं को ले सकते हैं और और का पता लगा सकते हैं मैं सबसे पहले यहाँ पर की चर्चा करूँगा तो यहां आप देखते हैं जो 2 कारकों के कारण होगा पहला है गैस और दूसरा है सॉलिड तो आप टोटल देखें जो मैंने लिखा है तो गैस के लिए यह बहुत आसान है गैस के लिए होगा ठीक है और सॉलिड के लिए आप इसे के रूप में लिख रहे होंगे जहाँ है एक बार जब आप टर्मिनल पार्टिकल साइज को जान लेते हैं तो आप टर्मिनल वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं और का मान आपको हमेशा से ही मालूम है गैस की वेलोसिटी क्या है ये आप ब्लोअर डेटा से भी जान सकते हैं तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है आप सॉलिड के लिए एक्सेलरेशन देने के लिए इसे यहां रख सकते हैं एक बार जब हम इस समीकरण का उपयोग करके इन दोनों को जोड़ते हैं जिसका अर्थ है कि यह गैस और सॉलिड एक्सेलरेशन हमें एक्सेलरेशन प्राप्त होगा जो होगा यह हो सकता है दायीं ओर इन सभी पदों के बीच के अनुपात को Z के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है तो Z कुछ और नहीं बल्कि है ठीक है तो अंत में हम पाते हैं कि एक्सेलरेशन प्रेशर ड्रॉप और कुछ नहीं बल्कि है कैसे पता करें अभी यह मैंने टर्मिनल वेलोसिटी से वर्णन किया है कि यह आएगा और आपको z का पता लगाना होगा जो आपके लोडिंग के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है अपने और का पता लगाने के लिए एक और कोरिलेसन है जिसे मॉडिफाइड और हिंकल कोरिलेसन कहा जाता है तो यह कोरिलेसन भी कभी कभी मदद करता है तो s है तो इस हिंकल कोरिलेसन का भी उपयोग किया जा सकता है यदि आप टर्मिनल वेलोसिटी का पता लगाना नहीं चाहते हैं ठीक है तो स्ट्रैट सेक्शन के लिए हम जानते हैं कि स्ट्रैट सेक्शन के लिए हमारे पास स्टैटिक प्रेशर हेड है जिसका अर्थ है ग्रेविटेशनल प्रेशर हेड और साथ ही हमारे पास फ्रिक्शनल प्रेशर हेड भी होगा इसलिए हमने पहले ही चर्चा की है कि यहां स्टैटिक प्रेशर का पता कैसे लगाया जाए जो कि होगा जहां डेल्टा z ग्रेविटेशनल हाई एप्सिलॉन है जैसा कि है ठीक है और एक फ्रिक्शनल भाग को यहाँ पर लिखा जा सकता है तो वास्तव में हैठीक है जहाँ है ठीक है यहाँ Ks d कॉमन पाइप के लिए 0001 के आसपास कुछ होगा तो ये सभी चीजें एक मॉडिफाइड हिंकल समीकरणों द्वारा दी गई हैं तो अगला भाग यह है कि डेल्टा p सॉलिड का पता कैसे लगाया जाता है डेल्टा p सॉलिड के लिए आप देखते हैं कि यह होगा यहां अज्ञात केवल लैम्ब्डा z है जिसे वेबर ने 1982 में दिया है उन्होंने लैम्ब्डा z का उपयोग करते हुए कुछ कोरिलेसन दिया है तो उन्होंने बताया है कि है ठीक है यहां बहुत से एम्पिरिकल स्थिरांक आवश्यक हैं पहली बात यह है कि आप देखते हैं कि हमें a b c और d के लिए जाने की जरूरत है तो वे स्थिरांक दिए गए हैं जैसे कि K भी है इसलिए k a b c d फाइन और कोरेस पार्टिकल्स के लिए वेबर ने स्पष्ट रूप से प्रस्तावित किये है तो एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपको किस पैरामीटर का पालन करना है चाहे वह फाइन हो या कोरेस हम पता कर सकते है कि लैम्ब्डा g क्या है लैम्ब्डा g का मान यहाँ रखने पर हम सॉलिड प्रेशर ड्रॉप सॉलिड फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप का पता लगा सकते हैं ठीक है तो बाकी हिस्सा कुछ भी नहीं है लेकिन समीकरण में आपका बेंड प्रेशर ड्रॉप है मैंने आपको दिखाया है कि केवल एक हिस्सा बेंड प्रेशर ड्रॉप स्ट्रेट सेक्शन है जिसे हमने पहले ही माना है एक्सेलरेशन हमने पहले ही माना है मार्कस और चैंबर ने बेंड के लिए 1986 में कोरिलेसन दिया है उन्होंने कहा 2 ठीक है जहां RB बेंड रेडियस है ठीक है यदि RB D 2 है तो B 15 होगा यदि RB D 4 होगा तो B 075 होगा और यदि RB D 6 से अधिक है तो हमेशा B को 05 के बराबर लें तो यह चैंबर और मार्कस ने बेंड्स के लिए माना है ठीक है तो यहां मैंने आपको दिखाया है कि सिस्टम में एक पाइपलाइन के लिए प्रेशर ड्रॉप की गणना कैसे करें स्लाइड समय 3429 ठीक है तो इसी के साथ हम व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं तो इसमें हमने ओवरसाइज और अंडरसाइज के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्णन किया है और इसकी तुलना मीन डायमीटर से की है हमने हवा के फ्लो में सॉलिड पार्टिकल रेस्पोंस टाइम के बारे में चर्चा की है और इसे स्टोक्स नंबर के साथ चित्रित किया है न्यूमैटिक कन्वेयिंग लाइन के विभिन्न घटकों पर हमने इस अंक में चर्चा की है हमने आपके पॉज़िटिव और वैक्यूम प्रकार के बारे में बात की है और डाईल्युट गैस सॉलिड फ्लो में प्रेशर के विभिन्न घटकों को हमने यहां प्रस्तुत किया है तो आइए हम आपकी समझ का परीक्षण करें आपके यहां 3 प्रश्न हैं वैक्यूम टाइप कन्वेइंग लाइन में प्राइम मूवर की स्थिति याद रखें कि यह वैक्यूम टाइप कन्वेइंग लाइन है हमारे पास इसके 2 प्रकार हैं तो यह दूसरा प्रकार है वैक्यूम प्रकार तो 4 विकल्प हैं लोडिंग से पहले हॉपर और रिसीवर के बीच में गैस लाइन में रिसीवर के बाद और चौथा कोई विशिष्ट स्थिति नहीं है ठीक है तो सही उत्तर स्पष्ट रूप से भाग c है गैस लाइन में रिसीवर के बाद हमने दिखाया है कि वैक्यूम कन्वे देगा दूसरा प्रश्न है कणों और गैस के बीच छोटे डेंसिटी अंतर पर गैस सॉलिड फ्लो की किन विशेषताओं को देखा जाता है गैस और कण के बीच बहुत कम डेंसिटी होने पर तो रॉ p रॉ g बहुत छोटा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 4 विकल्प हैं जो कोहेसिव स्पाउटेबल एयर लाइक और सैंड लाइक है तो उत्तर आप गेल्डर्ट्स डायग्राम से पता कर सकते हैं तो स्पष्ट रूप से सही उत्तर कोहेसिव है क्योंकि वह कम डेंसिटी अंतर जो हम पता लगा पा रहे हैं वह कोहेसिव है तीसरा प्रश्न गैस सॉलिड फ्लो और बेंड वाली पाइपलाइन में प्रेशर ड्रॉप है हमारे पास 4 विकल्प हैं लोडिंग अनुपात के साथ बढ़ता है लोडिंग अनुपात के साथ घटता है लोडिंग अनुपात के साथ अपरिवर्तनीय रहता है और सबसे अंत में शुरू में बढ़ता है और फिर लोडिंग अनुपात के साथ घटता है ठीक है तो प्रेशर ड्रॉप जो हमेशा बेंड में होगा तो वह मार्कस और चैंबर कोरिलेसन से आ रहा होगा तो सही उत्तर है पहला लोडिंग अनुपात के साथ बढ़ता है यहां मैं अपना व्याख्यान और पाठ्यक्रम समाप्त करता हूं अंतिम परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं